तो आगला एक सिंगल फेज लाइन की कैपेसिटेंस है अभी आप इस आकृति को देखिए आपके पास 2 कंडक्टर हैं कैपेसिटेंस केस के लिए एक बात सुनिए इंडक्टेन्स जैसे r का कोई सवाल ही नहीं है तो यह आपके दिमाग में होना चाहिए तो अब आप एक सिंगल फेज लाइन पर विचार करते हैं यहाँ 2 कंडक्टर हैं यह q1 और q2 हैं चार्ज q1 q2 है और यदि q1 q के बराबर है और एक पॉज़िटिव चार्ज है तो q2 आपके माइनस q होगा तो बाद में हम देखेंगे अब इस कंडक्टर की त्रिज्या r1 है इस कंडक्टर की त्रिज्या r2 है आरम्भ में हमने शुरू में यह लिया है कि इन 2 कंडक्टरों की त्रिज्या अलग अलग हैं और केंद्र से केंद्र की दूरी D केंद्र से केंद्र और निश्चित रूप से D r1 और r2 की तुलना में बहुत बड़ा है तो यह सिंगल फेज 2 वायर लाइन है तो कंडक्टर 1 q1 कूलाम्ब प्रति मीटर का चार्ज वहन करता है जो मैंने आपको बताया है और कंडक्टर 2 ने q2 कूलाम्ब प्रति मीटर का चार्ज वहन किया है पहले कंडक्टर का फील्ड दूसरे कंडक्टर की उपस्थिति और ग्राउंड के कारण डिस्टर्बड है तो मूल रूप से यदि आप अब लेते हैं तो आप सिंगल फेज डुयल लाइन पर विचार कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से इस एक का फील्ड इसके साथ साथ ग्राउंड से डिस्टर्बड हो जाएगा ग्राउंड हम बाद में देखेंगे तो कंडक्टर के बीच की दूरी D है और D 2 कंडक्टरों की त्रिज्या r1 और r2 की तुलना में बहुत अधिक है साथ ही ग्राउंड से कंडक्टर की ऊंचाई D से बहुत अधिक है क्योंकि कंडक्टर हमेशा ग्राउंड के ठीक ऊपर होते हैं तो वह ऊंचाई h D से बहुत बहुत अधिक है लेकिन जब आप h पर विचार करेंगे जिसे हम बाद में देखेंगे इसलिए डिस्टोर्शन का इफैक्ट नगण्य है और चार्ज को समान रूप से वितरित माना जाता है इसलिए हम यह मान रहे हैं कि डिस्टोर्शन का इफैक्ट नगण्य है और चार्ज को समान रूप से वितरित माना जाता है पोटैन्श्यल डिफ़्रेंस V12 को समीकरण 5 का उपयोग करके q1 और q2 के रिफ्रेन्स में प्राप्त किया जा सकता है जो कि हमने जो m दिया है वह 1 से n के बराबर है तो 1 से 2 के लिए एक ही समीकरण 12πϵ0 का उपयोग कर रहे हैं 2 कंडक्टर हैं वहां m 1 से 2 के बराबर है यह qmIn वोल्ट है तो यह एक्स्प्रेश्न अभी हमने यह एक्स्प्रेश्न ज्ञात कीया है D1mDkm सही तो i 2 और आपका k 1 है तो इसलिए m 1 से 2 के बराबर है अब V1212πϵ0q1D21D11 q2D22D12 अब चूंकि q2 q1 और D21D12 वास्तव में 2 कंडक्टर हैं कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 हैं इसलिए यही कारण है कि D2 D21 और D12 का अर्थ है यह यहाँ 1 2 से 2 1 है मूल रूप से यह दूरी D है लेकिन यह एक सामान्यीकृत सूत्र है उसके बाद हम इसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो यह D11 मैंने आपको बताया था कि यदि Ik m या i के बराबर है तो i m तब Dmm r इसलिए जब D11 r1 और D22 r2 है इसलिए V1212πϵ0q1Dr1 q1r2D क्योंकि q2 q1 यही कारण है कि माइनस q1r2D वोल्ट है इसलिए V122q12πϵ0 In D अपना 𝑟1 𝑟2 का वर्गमूल है क्योंकि यदि आप इस k को यदि आप q1 कॉमन लेते हैं और यह मूल रूप से प्लस Dr2 होगा क्योंकि यह माइनस r2D है यह Dr2 होगा तो कि इसके बाद आप इसे सरल बनाते हैं यह V12D2q12πϵ0 InDr1r2 होगा मेरा मतलब है कि ये बातें सिर्फ आपके स्पष्टीकरण के लिए सरल हैं केवल एक लाइन लिखना इसलिए यह 12πϵ0 के बराबर है आप q1 कॉमन लेते हैं और यह एक Dr1 है प्लस In तब Dr2 जो q2πϵ0 के बराबर है फिर InD2r1r2 ठीक है यह आप लिख सकते हैं q2πϵ0 In फिर आप लिख सकते हैं D r1r2 ओर यह वर्ग 2 𝑞1 के बराबर है यह वास्तव में 𝑞1 है यह वह नहीं है जो आप इस चीज को डाल रहे हैं यह 𝑞1 है तो यह q1 फिर 2q12πϵ0 InDr1r2 तो यह सरलीकरण है इसलिए हम यहां लिख रहे थे कि यह वही है जिसे आप 2q12πϵ0 InDr1r2 वोल्ट कहते हैं इसका मतलब है इसलिए हमारा उद्देश्य यह है कि आपको 2 लाइनें के बीच कैपेसिटेंस C12 का पता लगाना होगा इसलिए यह C12 इसके बराबर है क्योंकि आप जानते हैं q C V इसलिए 𝐶 qV इसलिए C12q1V12 πϵ0 In क्योंकि यह 2 कैन्सल हो जाएगा मैंने इसे यहां नहीं बनाया है लेकिन यह 2 कैन्सल हो जाएगा तो इसलिए C12q1V12 πϵ0 In Dr1r2 farad per meter यह समीकरण 7 है इसलिए यदि दोनों कंडक्टर की त्रिज्याconductors radius समान हैं तो 𝑟1 𝑟2 𝑟 इसलिए 𝐶12 πϵ0r भागित ln D फैराड प्रति मीटर के बराबर है यह समीकरण 8 है तो 𝜖0 आपको पता है 8854 10 12 फेराड प्रति मीटर है यह ज्ञात है और यह आपका नेचुरल लॉग है लेकिन आप इसे इस लॉग में बदल देते हैं इसलिए यह रूपांतरण आपके ऊपर निर्भर है तो यह आसान काम आप इसे कर सकते हैं इसलिए आम तौर पर सभी संख्यात्मक के लिए यह है कि हम इस चीज के लॉग का उपयोग करेंगे प्राकृतिक लॉग का नहीं क्योंकि बहुत सी बातें याद रखना आसान है इसलिए C12 बराबर है अगर आप इसे सरल बनाते हैं तो यह 00121log Dr माइक्रोफेराड प्रति किलोमीटर होगा तो यह समीकरण 9 है तो यह कैपेसिटेंस है तो यह समीकरण 9 वास्तव में यह कंडक्टरों के बीच लाइन से लाइन कैपेसिटेंस देता है लेकिन ट्रांसमिशन लाइन मॉडलिंग के उद्देश्य के लिए यह सुविधाजनक है प्रत्येक कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच कैपेसिटेंस को परिभाषित करता है जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है तो यह आपका लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस है लेकिन लाइन 1 और 2 के बीच में यदि आपके पास एक न्यूट्रल है तो आपको उस कैपेसिटेंस को प्रत्येक कंडक्टर से न्यूट्रल यानी C1n और C2n तक ढूंढना होगा तो इसका मतलब है यदि आप इस हिस्से में आते हैं तो जब 1 से 2 यह C12 है जो कि आपको जो कुछ भी मिला है वह आपको C12 मिला है तो यह समीकरण 9 है अगर इसके बीच न्यूट्रल है तो यह एक न्यूट्रल n है ठीक है तो यह इस तरफ 1 से n यह C1n है और यह C2n है और ये 2 सिरीज़ में हैं यह कंडक्टर 1 है यह कंडक्टर 2 है इसलिए C1nC2n 2 C12 क्योंकि वे सिरीज़ में हैं तो C1n C2n 2 C12 अर्थात C1n C2n के बराबर है यह 2 से गुणा किया जाएगा अर्थात यह 00242log Dr माइक्रोफेराड प्रति किलोमीटर होगा यह समीकरण 10 है अब एसोसिएट लाइन चार्जिंग करंट IcjC12V12 एम्पीयर प्रति किलोमीटर होगी तो ऐसा होगा यदि आप इस तरह से कुछ सोचते हैं कि यदि आप रिएकटेन्स X का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो मैं कहता हूं कि मैंने X12 डाल दिया है कि आप इस चीज़ को अपना कहते हैं आम तौर पर आप जानते हैं कि X1jC ठीक है इसलिए अगर मैं इसे बनाता हूं तो X12 𝛚 भागित C12 है तो यह वह रिएक्टेंस है इसलिए जब आप चार्जिंग करंट Ic का पता लगाने की कोशिश करते हैं Ic सामान्य रूप से समान है जो मैं डाल रहा हूं तो वोल्टेज V12X12ωC12V12 है लेकिन जैसा कि यह एक कैपेसिटेंस है इस प्रकार जिसे आप कहते हैं उसके बाद आप मेग्नीट्यूड के बजाय यहाँ j रखते हैं इसलिए यह j होगा तो यही कारण है कि यह लाइन चार्ज करेंट IC होगा जो jC12V12 एम्पियर प्रति किलोमीटर के बराबर होगा लेकिन आप मेग्नीट्यूड लेते हैं तो j वहाँ नहीं होना चाहिए अगर मेग्नीट्यूड लिया जाता है ठीक है तो यह एक लीडिंग करेंट है इसलिए इसका अर्थ है यह एक यह एक और पंक्ति जो मैं आपके लिए लिख रहा हूं इसका मतलब है यह I चार्जिंग करेंट होगी जो C12V12 कोण 900 होगा क्योंकि वहा j है तो यह एम्पीयर प्रति किलोमीटर है इसलिए यह आपकी सामान्य बात है अगला एक 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस है इसलिए ट्रांसपोजिशन के लिए अब यहाँ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही इंडक्टेन्स केस के लिए हमने ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन समझाया है तो आप मानते हैं कि वहाँ 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन है और 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन और लाइनों के इस कैपेसिटेंस को ट्रांसपोज़ किया जाता है तो यह एक फेस a है यह फेस b है माफ कीजिये फेस a फेस b और फेस C ठीक है a से आपके c के बीच दूरी वास्तव में D31 का अर्थ है Dac वास्तव में D31 है मेंने इसे लिखा नहीं है लेकिन मैं इसे बता रहा हूं तो आप भी इसे जानते हैं इसी तरह Dab वास्तव में D12 के बराबर है और इसी तरह Dbc वास्तव में D23 कैपिटल है इसलिए इसे यहां नहीं बना रहे है लेकिन डेरिवेशन के समय हम देखेंगे तो यदि आप चाहें तो आप इसे बना सकते हैं लेकिन Dab शाब्दिक रूप से D12 Dac ab bc ca के बराबर है तो Dbc D23 होगा और Dca D31 होगा तो यह लाइन ट्रांसपोस है तो पहला खंड सेक्शन 1 यह a b c है अगले सेक्शन में यह c a b है जो कि सेक्शन 2 है और तीसरा सेक्शन यह b c a होगा इसलिए यह पहले से ही हमने इंडक्टर के लिए देखा है तो 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन यह आंकृति 5 पूरी तरह से ट्रांसपोस है लेकिन यहाँ मैंने D12 Dab D23 Dbc और Dca को D31 के बराबर लिखा है अब संतुलन के लिए 3 फेस प्रणाली qa qb qc0 यह समीकरण 12 है जैसे आपके करेंट Ia Ib Ic0 ठीक कोई न्यूट्रल नहीं मानते है तो अगला है कि हम उसी सूत्र को लागू करेंगे इसलिए पहले ट्रांसपोजिशन साइकल के लिए फेस a और b के बीच पोटैन्श्यल डिफ़्रेंस मेरा मतलब है पहले एक के लिए पहले ट्रांसपोजिशन के लिए जो कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 है सबसे पहले हम पहले वाले को यहां देखेंगे तो इसका मतलब है क्या हम इसे समीकरण 5 को लागू करते हुए प्राप्त कर सकते हैं समान समीकरण फिर से हम सामान्यीकृत समीकरण का उपयोग करेंगे इसलिए Vab ब्रैकेट मे इसका मतलब है कि यह करेंट नहीं है यह सेक्शन 1 है तो Vab ब्रेकेट I का अर्थ है इस सेक्शन 1 के लिए यह सेक्शन 1 बराबर है Vab12πϵ0qaD12r qbrD12rD12 qcD23D31 यह समीकरण 13 है लेकिन समान समीकरण 5 सामान्य समीकरण के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम इंडक्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं साथ ही फ्लक्स लिंकेज के लिए भी अप्लाई किया हैं हमने वोल्टेज के लिए कैपेसिटेंस के लिए एक सामान्यीकृत समीकरण भी लागू किया है वही समीकरण जो हम इस फॉर्म में ले रहे हैं इसका मतलब है कि qaD12r qbrD12rD12 qcIn इसका मतलब है कि qcD23D31 जो qcD23 by D23D21 है क्योंकि आपका Vab आपका a b आगे सेक्शन 1 के कारण है ठीक है इसलिए यह है सेक्शन 1 का यह कोन्फ़िगरेशन इस एक के लिए यह त्रिकोणीय कोन्फ़िगरेशन है और यह एक आप इंडक्टेन्स केस के लिए खींच सकते हैं जो हमने दिखाया है तो कोई जरूरत नहीं इसलिए आपका यह एक 12πϵ0qaD12r होगा D12 कुछ भी नहीं है बल्कि Dabr है फिर qb यह qbrD12 है प्लस qc यह qcD23D31 है क्योंकि आप उस पोटैन्श्यल का पता लगाना चाहते हैं जो कि आपका V a से b है यदि आप उस वोल्टेज 1 से 2 को याद करते है जो D2 भागित D1 जो कि सबसे पहले आरेख कि C12 गणना V12 गणना को याद करते हैं तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह यहाँ से यहाँ तक है तो यह D23 है और फिर D31 है मुझे आशा है कि आप इसे समझ रहे हैं तो इसी तरह दूसरे ट्रांसपोजिशन साइकल के लिए मेरा मतलब है कि यह वही है जो आप इस कॉन्फिगरेशन को बनाते हैं और आपके खुद के इस कॉन्फिगरेशन को क्योंकि इंडक्टेन्स को हमने पहले देखा है इसलिए दूसरे ट्रांसपोज़िशन साइकल के लिए यह Vab होगा क्योंकि इसके लिए यह 2 का मतलब है दूसरे ट्रांसपोजिशन साइकल के लिए यह पहला ट्रांसपोजिशन साइकल सेक्शन 1 बराबर है 12πϵ0right thenqaD23r qbrD23 qcD31D12 इसके यह समीकरण 14 है फिर तीसरा ट्रांसपोजिशन साइकल के लिए जो Vab है यह ट्रांसपोजिशन साइकल 3 है यह समीकरण 15 के बराबर है अपनी कल्पना से भी आप इस समीकरण को उस आरेख में देखे बिना भी लिख सकते हैं यदि आप समझ गए हैं तो आरेख में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसे आप अपने अंतर्ज्ञान से लिख सकते हैं तो 3 अलग अलग ट्रांसपोजिशन साइकल हमने देखे Vab सेक्शन 1 के लिए Vab सेक्शन 2 के लिए और Vab सेक्शन 3 के लिए अब आप Vab का औसत मान लेते हैं तो Vab का औसत मान पहले ट्रांसपोजिशन साइकल के लिए 13Vab के बराबर होना चाहिए प्लस Vab दूसरा ट्रांसपोजिशन प्लस Vcb या Vab तीसरा ट्रांसपोजिशन साइकल के लिए आप सभी को प्रतिस्थापित करें और फिर सरलीकृत करें आपको वह स्टेप मिलेगा कृपया आप इसे करे मैं इसे लिखता हूं मैंने इसे बनाया है यह अंतिम एक कि 12πϵ0qa In यह D12 D23 D31 की पावर एक तिहाई विभाजित r प्लस qbr13 घनमूल इसलिए Vab12πϵ0qaDeqr qbrDeq जहाँ Deq 13 घनमूल है मैं यहाँ कैपिटल Dab Dbc Dca लिख रहा हूँ यह एक तिहाई है यह समीकरण 17 है तो यह Vab का औसत मूल्य है ठीक इसी तरह यह आपके लिए एक अभ्यास है क्योंकि मैंने आपके लिए Vab किया है इसी प्रकार निरीक्षण से Vac का औसत मूल्य आप लिख सकते हैं कि Vac 12πϵ0 होगा यह Vab qa और qb है तो qc स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा जब आप स्थानापन्न करेंगे कोई qc स्वचालित रूप से समाप्त नहीं होगा और Vab qa और qb के संदर्भ में होगा तो यहाँ भी अपने अंतर्ज्ञान से आप लिख सकते हैं V यह 12πϵ0 होगा यह qaDeqr Deqr qbrDeq होगा यह समीकरण 18 है इसलिए इसके बाद आप सीधे लिख सकते हैं कि आप समीकरण 16 और 18 जोड़ते हैं अर्थात VabVac ये 2 जोड़ते हैं यदि आप इसे जोड़ते हैं तो यह 12πϵ0 होगा कृपया इस चीज को जोड़े यह 2qaDeqr qbrDeq होगा जो कि समीकरण 19 है लेकिन हम जानते हैं कि qa qb qc0 तो यह आपके समीकरण 12 से इसलिए qb qc qa समीकरण 12 यह qa qb qc0 था इसलिए qb qc qa यहाँ सब्स्टीट्यूड करे समीकरण 19 में अगर आप सिम्प्लीफाई करते है तो बस इसे सीधे लेते हैं आप उन्हें लिख सकते हैं यह VabVac 3qa2πϵ0 In बन जाएगा यह समीकरण 20 है यह VabVac 3qa2πϵ0 In यह आपका समीकरण 20 है मुझे आशा है कि आप समझ गए हैं कि कोई भी चीज सरल नहीं है इसलिए इसके बाद आपको इसे कुछ गणितीय बनाना होगा आप फेसर रिप्रेसेंटेशन जानते हैं क्योंकि आपको कैपेसिटेंस की गणना करना है तो यह है कि यह Vbc रेफरेंस है यह Va V VcaVbcVab और Vca है ठीक है अब यह आप इसे इस तरह बनाते हैं यदि आप इसे इस तरह बनाते हैं तो यह आपका Vbc है यह फेस आपका Vbc है और यह Vab है इसलिए यहाँ से मैं त्रिकोण बना रहा हूँ कि यह Vab है और यह Vca है तो ट्रायंगल एरो को Vca के नीचे की ओर खींचना है इसका मतलब है यह फेसर आप ट्रायंगल में परिवर्तित करते हैं यह बेलेंस्ड सिस्टम है अनबेलेंस्ड बेलेंस्ड सिस्टम नहीं है और न्यूट्रल यहां होगा तो अगर यह एक न्यूट्रल है तो यह टिप वास्तव में यह Vab है यह टिप a होगी और यह Vbc है तो यह टिप b होगा और यह Vca है तो यह टिप c होगा इसका अर्थ है आपकी समझ के लिए यह वास्तव में a होगा और यह Vbc है तो यह b है और यह Vca है इसलिए यह c है और यह न्यूट्रल है तो यह वोल्टेज टिप यह यहाँ है यह वोल्टेज Van है यह वोल्टेज Vbn है और यह वोल्टेज Vcn है यह कोण वास्तव में 300 है यह कोण 300 और यह कोण 120 डिग्री पर है लेकिन यहां नहीं लिख रहे है अन्यथा आकृति क्ल्म्सी हो जाएगा लेकिन यह समझ में आता है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि हम जो कर रहे हैं वह VbVbc यह रेफरेंस है तो यह Vab है और यह Vca है इसलिए इस Vca को बनाए एरो की दिशा समान बनाएं क्योंकि यह सिर्फ ट्राएंगुलर फ़ारमैट है और यह न्यूट्रल पक्ष है इसलिए फेजर आरेख बैलेन्स 3 फेस सिस्टम के लिए अब चित्र 6 से मतलब है आकृति 6 से Vab Van माइनस लिख सकते हैं आप फेजर को वेक्टर भी करते हैं साथ ही Vab Van Vbn यह आपका Vbb है यह इस Vab को देखो इस Vab को अब आप वेक्टर Phasor Vab को Vab के बराबर करते हैं इस टिप के बराबर यहाँ यह विपरीत है तो माइनस VbnVan मैं इसे पहले लिख रहा हूँ और फिर यह एक लेकिन अगर आप अपनी समझ के लिए लेते हैं तो मैं इसे Vab Van - Vbn कहता हूँ क्योंकि एरो टिप यहां विपरीत है तो माइनस Vbn फिर यह टिप यहाँ प्लस Van है इसलिए पहले Van माइनस Vbn यह लिखना समीकरण 21 है मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे इसी तरह से हम ab bc ca चाहते हैं पहले आपने यह Vac देखा है ठीक है तो इस मामले में Vab Vac तो Vac Van - Vcn के बराबर होना चाहिए - पहले Vca देखते है Vca माइनस Van के बराबर है क्योंकि Vca उसी तरह है जिस तरह से आप वैक्टर फेसर करते हैं साथ ही समान चीज है कि फेसर एक रोटेटिंग वेक्टर है ठीक है यह फेसर और वेक्टर के बीच का अंतर है ठीक है तो आपका Vca Van पहले प्लस Vcn लिखते है इसलिए Vca Vcn - Van परंतु यदि हम Vac लिखेंगे तो यह ठीक विपरीत होगा Vac तब होगा आप c और a को इंटरचेंज करेंगे और यह Van Vcn होगा इसलिए Vac Van Vcn यह समीकरण 22 है मुझे उम्मीद है कि यह सरल बात है लेकिन कभी कभी भ्रम पैदा होता है इसलिए आशा है कि कोई भ्रम नहीं होना चाहिए मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे इसलिए फिर इस फेजर डायग्राम से आपका Vb जिसे आप इस फेजर डायग्राम से बुलाते हैं यहां भी Vba Van∟ 1200 के बराबर है तो यह आपका Van है तो Vbn वास्तव में 1200 से पिछड़ रहा है क्योंकि यह कोण 120 डिग्री है इसलिए Vbn Van∟ 1200 डिग्री हम 23 लिख रहे है आप समझे फिर VcnVcn यहाँ से यहाँ तक Van के बराबर है यहाँ से यहाँ 240 डिग्री है लेकिन लैगिंग तो Vcn Van∟ 240 डिग्री यह समीकरण 24 है आशा है कि कोई कनफ्यूजन नहीं है सीधे सीधे आगे इस तरह से मेरा मतलब है कि यह Van Vbn यह Vbn रिफ्रेन्स है तो Vbn Van∟ 120 डिग्री और Vcn इस तरह से जाएगा Van कोण 240 डिग्री यह समीकरण 24 है इसलिए समीकरण 21 और 22 को जोड़ने पर और इन 2 समीकरणों को आप जोड़ते है तो Vab Vbc यह 2 समीकरण आप जोड़ते हैं और Vbn Van∟ 120 डिग्री और Vcn Van∟ 240 डिग्री जो आप सब्स्टीट्यूट करते हैं और आप विकल्प जोड़ते हैं और इसे सरल बनाते हैं यह आपका काम है इन सभी बातों पर हमने चर्चा की है और बताया है यहाँ कहीं भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो Vab Vac वास्तव में 3Van के बराबर है यह समीकरण 25 है इस संबंध को आपको Vab Vac 3Van स्थापित करना होगा यह समीकरण 25 है अब समीकरण 20 और 25 से इसका मतलब है कि यह समीकरण 25 है और यह समीकरण 20 है यह Vab है Vab Vac वास्तव में 3Van के बराबर है अर्थात 3qa2πϵ0 InDeqr3Van तो 3 3 दोनों तरफ से कैन्सल हो जाएगा इसलिए आप यह qa2πϵ0 InDeqrVan लिख सकते हैं यह समीकरण 26 है इसलिए अब आप कैपेसिटेंस का सीधे उपयोग कर सकते हैं कि ट्रांसपोस ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस प्रति फेस टू न्यूट्रल दिया जाता है CanqaVan क्योंकि q C V आप सामान्य रूप से जानते हैं इसलिए CanqaVan 2πϵ0InDeqr फेराड प्रति मीटर तो प्राकृतिक लॉग आप इसे लॉग में कनवर्ट करते हैं या आप इसे प्राप्त कर सकते हैं Can 00242 logDeqr माइक्रो फेराड प्रति किलोमीटर यह समीकरण 28 है इसलिए इस चीज़ को समझाया गया है इसलिए ईक्विलेटरल स्पेसिंग के लिए कि अगर हम मान लें कि ईक्विलेटरल स्पेसिंग D12 D23 D31 D है इसलिए Deq भी D के बराबर होगा क्योंकि D गुणित D गुणित D की शक्ति एक तिहाई D के बराबर है इसलिए Can 00242InDr माइक्रोफेराड प्रति किलोमीटर यह समीकरण 29 है इसलिए लाइन चार्जिंग करेंट माफ कीजिये 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन I के लिए ब्रैकेट में लाइन चार्जिंग करेंट मैं लाइन चार्जिंग को पहले जैसे ही लिख रहा हूँ jωCanVLN LN VLN अर्थात लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज मतलब कि अगर आपके पास एक फेस a b c है जिसका मतलब है यह या तो Van या Vbn या Ccn है इस मामले में हम Can का उपयोग कर रहे हैं तो इस मामले में L VLN लाइन टू न्यूट्रल के बराबर होगा लेकिन यहाँ लिख नहीं रहे है क्योंकि आपकी C CanCbnCcn बैलेंस चीज़ के लिए सभी समान हैं लेकिन वैसे भी यह एम्पीयर प्रति फेस प्रति किलोमीटर है यह समीकरण 30 है अगला एक बंडल्ड कंडक्टर है तो इस तक चार्जिंग करंट की आवश्यकता होती है बाद में देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन की केरेक्टरीस्टिक के लिए तब उस समय हम सभी विवरणों को देखेंगे लेकिन यह आवश्यक है अब बंडल्ड कंडक्टर हमने 2 कंडक्टर 3 कंडक्टर और चार कंडक्टर के लिए देखा है इसलिए यह 3 2 पहले से ही इंडक्शन केस के लिए हमने देखा है इसलिए यहाँ मैं आपको उसी आरेख को नहीं दे रहा हूँ तो बंडल कंडक्टर के ज्यामितीय माध्य त्रिज्या की गणना की जा सकती है जिसे आपने पहले इंडक्टेंस गणना के साथ गणना की है इस एक्सेप्शन के साथ कि कंडक्टर के साथ त्रिज्या r का उपयोग किया जाता है तो इंडक्टेन्स के लिए बंडल कंडक्टर केस के लिए उस स्थिति में हमने r का उपयोग किया है जो कि आंतरिक इंडक्टेन्स की गणना के लिए है यहां कोई आंतरिक कैपेसिटेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है कोई आंतरिक कैपेसिटेंस नहीं है तो यही कारण है कि हम केवल r का उपयोग करते हैं लेकिन r का नहीं इसलिए यदि d बंडल स्पेसिंग है तो 2 कंडक्टरों की व्यवस्था के लिए कल्पना करें 2 कंडक्टर 3 कंडक्टर 4 कंडक्टर हमने लिए है तो Ds12 है ज्यामितीय माध्य त्रिज्या 2 कंडक्टर के मामले में इंडक्टेंस के मामले में यह वास्तव में r था लेकिन कैपेसिटेंस के मामले में यह r है आरेख पर वापस जाते है इसी तरह 3 कंडक्टर व्यवस्था के लिए जो समबाहु त्रिभुज है यह आरेख भी इंडक्टेंस मामलों के लिए दिखाया गया है लेकिन इस मामले में Ds 13 होगा तो यहाँ r का कोई प्रश्न ही नहीं है केवल r यह समीकरण 32 है और चार कंडक्टर के लिए जो कि क्वाड्रुप्लेक्स व्यवस्था है Ds 2rd3 होगा लेकिन इंडक्टेन्स के मामले में यह r था तो यहाँ कोई r शक्ति 1 भागित 4 नहीं है यह समीकरण 33 सही है अतः ट्रांसपोस होने वाली लाइन पर विचार करते है कैपेसिटेंस प्रति फेस दिया जाता है यदि हम मान लें कि लाइन एक ट्रांसपोज़ लाइन है तो ये कंडक्टर व्यवस्था दी गई हैं तो अगर आपके पास इस तरह की व्यवस्था है a b c के बजाय इस तरह की व्यवस्था आपके पास है तो इस समीकरण में मूल रूप से यह समीकरण है कि इस समीकरण के बजाय log Dr हम लिख सकते हैं यदि हम मानते हैं कि लाइन को ट्रांसपोस करने के लिए विचार करें तो कैपेसिटेंस प्रति फेस दी गई है यह एक आपका Can 00242 logDeqDs माइक्रो फेराड प्रति किलोमीटर है यह समीकरण 34 है हम Dr लिख रहे हैं जो ईक्विलेटरल स्पेसिंग के लिए है लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का कोन्फ़िगरेशन है इसलिए आम तौर पर हम logDeqDs माइक्रोफेराड प्रति किलोमीटर लिखेंगे यह समीकरण 34 है